इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 Engineering Mathematics - I के लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 26 है आज हम बीटा और गामा की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे तो ये स्पेशल टाइप्स के इंप्रोपर इंटीग्रल्स के उदाहरण है और आज हम विशेष रूप से इनकी प्रॉपर्टीज और इन इंटीग्रल्स को ज्ञात कैसे किया जाता है के बारे में बात करेंगे पिछले लेक्चर में हम इन इंटीग्रल्स का कन्वर्जेंस देख चुके हैं और यदि आप याद करें कि यह इंप्रोपर इंटीग्रल 01xm 11 xn 1dx बीटा फंक्शन है जो m औरn0 के लिए कन्वर्ज करता है पावर एक्स्पोनेंट में आने वाले नंबर m और n स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और इंटीग्रल mऔरn ≤ 0 के लिए डायवर्ज करता है हमने गामा फंक्शन के लिए भी देखा है की यह मिक्स्ड टाइप का इंप्रोपर इंटीग्रल 0e xxn 1dx n0 के लिए कन्वर्ज करता है और n ≤ 0के लिए डायवर्ज करता है सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जोकि सिमिट्री प्रॉपर्टी है और बीटा फंक्शन के लिए यह इंप्रोपर इंटीग्रल है Bmn01xm 11 xn 1dx और यहां पर यदि हम 1 xy सब्सीट्यूट करते हैं तो हम देख सकते हैं BmnBnm तो चलिए हम यहां पर करते हैं यदि हम 1 xy सब्सीट्यूट करते हैं तब dxdy और इस इंटीग्रल में x 0 पर y1और x1 पर y0 है यहां पर x 1 y बन जाता है अतः xm 1 की जगह m 1 हो जाता है और 1 xn 1 की जगह yn 1 हो जाता है अब जो हमें इंटीग्रल मिलता है वह है 01yn 11 ym 1dy यहां पर 1 ym 1 और yn 1 है यह फिर से बीटा फंक्शन है हमारी नोटेशन के अनुसार यह Bnmहै अतःBmnBnm

यह हमारी सिमिट्री प्रॉपर्टी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम Bmn निकालते हैं या Bnm भविष्य के डिस्कशन में आप यह ध्यान में रखिएगा तो इस बीटा फंक्शन की गणना कैसे की जाए सवाल है गणना का क्योंकि यह स्पेशल इंटीग्रल्स यानी कि इंप्रोपर इंटीग्रल्स है और इनकी गणना करते समय हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है मान लीजिए n यहां पर पॉजिटिव नंबर है बहुत से केसेस में हम यह डिस्कस कर सकते हैं या हम उस इंटीग्रल को बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं तो पहले केस में हम मान रहे हैं कीn पॉजिटिव नंबर है इस केस में हम Bmn01xm 11 xn 1dx लेते हैं और अब यदि हम बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करें और n को पॉजिटिव इंटिजर लेते है हम फंक्शन के इस पार्ट को डिफरेंटशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा xmm1 xn 10101xmmn 11 xn 2dx n 1m01xm1 xn 2dx n 1n 2n n 1mm1mn 201xmn 2dx n 1 mm1mn 1 जब हम m को पॉजिटिव मानते हैं तब भी हम समान तरीके से कर सकते है यह बीटा फंक्शन एक सिमिट्रिक फंक्शन है अतः जब आप m को n से रिप्लेस करते हैं तो हमें समान फॉर्म्युला मिलेगा इस केस में हमने अभी देखा कि जब हमने कोई पॉजिटिव इंटिजर लिया तो हमें Bmnn 1 mm1mn 1 मिला हम बिल्कुल समान कैलकुलेशन कर सकते हैं जब mपॉजिटिव इंटिजर है और उस केस में भी हमें समान परिणाम मिलेगा और जो परिणाम मिलेगा उसमें जब हम m को n से रिप्लेस करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वह है m 1 nn1mn 1 यदि m और n दोनों इंटिजर है तो इस केस में आप यह उदाहरण ले सकते हैं यहां पर जब m भी इंटिजर है यानी कि हमारे पास है mm1 और आगे भी हम देखते हैं कि यहां पर इंटिजर का प्रोडक्ट है जिसका डिफरेंस 1 है Bmnm 1 n 1 mn 1 अब हम गामा फंक्शन का इवैल्यूएशन करते हैं हमारे पास इंटीग्रल n10e xxndx है और आप बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन करके निम्न रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं n1 xne x 00nxn 1e xdx⟹Γn1nΓn तो हमें यह रिलेशन मिलता है n1nΓn और यह बहुत ही उपयोगी रिलेशन है जिसका उपयोग हम गामा फंक्शन को ईवेलुएट करने के लिए करेंगे यदि n एक पॉजिटिव इंटिजर है तो क्या होगा जब n एक पॉजिटिव इंटिजर है तो हम सरलता से ईवेलुएट कर सकते हैं क्योंकि परिभाषा से या हमारे रेफरेंस रिलेशन से हमें n का निम्न मान प्राप्त होता है nΓ यहां पर यदि मैं n का यह Γ रिलेशन उपयोग करता हूं और फिर n 1 के लिए यह रिलेशन उपयोग करता हूं n 1Γ और इसी तरह से आगे भी करता हूं जैसे कि n 2Γ तो इस तरह से कंटिन्यू करते हुए अंत में मुझे 2 1 और Γ मिलता है अंत में जब किसी बिंदु पर मुझे 2 मिलता है तो मैं उसे 1 1 लिख सकता हूं हमें यह तब मिलता है जब n एक पॉजिटिव इंटिजर है और सरल करने पर हमें 1 मिलता है हम इसे सरलता से हल कर सकते हैं क्योंकि यह एक पॉजिटिव इंटिजर था और हम इसे हर बार 1 से रिड्यूस कर रहे हैं और संभावित रूप से अंत में हमें 1 मिलता है इस 1 को यदि हम इस इंटीग्रल से देखते हैं तो इंटीग्रल में n0 सब्सीट्यूट करने पर हमें 1 मिलता है यानी कि n0 पर टर्म नहीं है तो हमारे पास इंटीग्रल 0e xdx1 है और हम इंटीग्रल को सरलता से इवेलुएट कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल में e x है और लिमिट 0 से है जब x→∞ जाता है तो हमें 1 मिलता है अतः 1 का मान 1 है इस मान को प्राप्त करने के बाद हमारे पास है nn 1n 22Γ यानी कि nn 1 यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है ऐसे इंटीग्रल के लिए जो एक इंप्रोपर इंटीग्रल है और जब n एक इंटिजर है तब यह फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा जा सकता है अतः nn 1 अब हम दूसरे रिलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला रिलेशन 12 है जो एक बहुत ही उपयोगी रिलेशन है यदि हमारे पास रेफरेंस रिलेशन n1nΓn है तो किसी नॉन इंटिजर के लिए भी हम रेफरेंस रिलेशन का उपयोग करके गणना कर सकते हैं और अंत में यदि हमें 12 मिलता है तो निश्चित रूप से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं तो फिर से यह बहुत उपयोगी है तो 12 है जिसे हम परिभाषा n0e xxn 1dx से देख सकते हैं यदि हम इस इंटीग्रल में xy2 सब्सीट्यूट करते हैं तो हमें गामा इंटीग्रल का दूसरा फॉर्म मिलता है यह सब्सीट्यूट करने से dx हमारा 2y dy हो जाएगा और लिमिट्स पहले जैसी ही रहेंगी तो हमारे पास n20y2n 1e y2dy यह गामा इंटीग्रल n का दूसरा फॉर्म है जिसका उपयोग अब हम करेंगे तो यह 20y2n 1e y2dy है और अब आपके n को n12 सब्सीट्यूट करेंगे सब्सीट्यूट करने से हमें 20e y2dy मिलेगा और यह एक बहुत ही प्रचलित इंटीग्रल है जिसकी गणना हम तब करेंगे जब हम बाद में डबल इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे वास्तव में हम बाद में देखेंगे इंटीग्रल का मान ∞e y2dy है अभी के लिए हमें इस इंटीग्रल का मान ध्यान में रखना है कि यह है और यह पता होते हैं हम यह कह सकते हैं की n20y2n 1e y2dy का मान 2 है क्योंकि यह हाफ रेंज 0 से में है से नहीं है इसीलिए यह 22 है जो सरल करने पर हमें मिलता है अतः 12 जिसका मान हमने बिना किसी गणना के प्राप्त किया है लेकिन बाद के कुछ लेक्चर के बाद डबल इंटीग्रल करते समय हम इसकी गणना करेंगे हमारे पास और बहुत सारे फॉर्म्स हैं जैसे कि हमने अभी देखा कि हमें गामा फंक्शन का दूसरा फॉर्म किसी सब्सीट्यूशन के बाद मिला ऐसा ही बीटा फंक्शन Bmn में भी हुआ था तो चलिए हम कुछ और फॉर्म्स करते हैं जो हमारे लिए इंटीग्रल की गणना करते समय उपयोगी होंगे या अलग अलग फॉर्म्स के इंटीग्रल्स को जानने में सहायक होंगे हमारे पास बीटा फंक्शन Bmn की स्टैंडर्ड परिभाषा है और यदि आप उसमें x11y सब्सीट्यूट करते हैं तो हमारा dx 11y2dy बन जाता है अब हम लिमिट्स की बात करते हैं यहां पर जब x→0 जाता है तब y →∞ जाता है यह इंटीग्रल हमें माइनस साइन के साथ मिलेगा और जब x→1 जाता है तब y →0 जाता है तो 111y यानी कि 1y1 अतः y0 है और हमारे पास जो माइनस साइन है वह लिमिट को रिवर्ट कर देगा तो हमें जो इंटीग्रल मिलेगा वह है 0yn 11ymndy यह बीटा फंक्शन का दूसरा फॉर्म है यहां पर हमें ध्यान देना है कि सब्सीट्यूशन से लिमिट्स पूरी तरह से बदल गई है ओरिजिनल इंटीग्रेशन में लिमिट्स 0 से 1 थी लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट्स 0 से है यह एक सिमिट्रिक फंक्शन है जिसमें यदि हम m को n से या n को m से रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रल 0ym 11ymndy की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है अतः दोनों इंटीग्रल समान है और उनका मान Bmn भी समान है जब हमx सब्सीट्यूट करते हैं तो हमें दूसरा फॉर्म मिलता है x लेने पर हमें dx2 sin cos मिलता है जो फिर से sin2m 1cos 2n 1 dθ बन जाता है अब हम लिमिट के बारे में बात करते हैं जब x0 है तब 0 होता है और जब x1 है तब 2 होता है तो हमें यहां पर 202sin2m 1cos 2n 1 dθ मिलता है यह Bmn का ट्रिग्नोमेट्रीकल फंक्शंस के टर्म्स में दूसरा फॉर्म है अतः Bmn का मान 2sin2m 1cos 2n 1 dθ मिलता है अब हम n0e xxn 1dx के कुछ और फॉर्म्स देखते हैं इस केस में यदि आप xλy सब्सीट्यूट करते हैं तो लिमिट्स समान रहती है और हमें थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म मिलता है हमें इंटीग्रल 0e λyn 1yn 1λdy मिलता है और यदि हम e xt सब्सीट्यूट करते हैं तो हमें बहुत ही कठिन फॉर्म मिलता है क्योंकि यहां से हमें 1tex मिलता है जिससे हमें e xt मिलता है और फिर x 1t मिलता है e xt से e xdxdt मिलता है तो यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है और हमारे पास n 10 1t n 1dt है तो यह गामा फंक्शन का दूसरा फॉर्म है 01 1t n 1dtΓ तो अब हम गामा और बीटा फंक्शन के बीच के रिलेशन की बात करते हैं हम जानते हैं जब m और n दोनों इंटिजर है तो हमने देखा है की Bmn को हम mn 1 लिख सकते हैं हम इसे गामा फंक्शन के टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं Bmnmnmn

इस परिणाम में यहां पर एक और रोचक बात है जो हम यहां नहीं दिखा रहे हैं यह अंतिम परिणाम तब भी लागू होता है जब m और n इंटिजर नहीं है यानी कि इनके सिर्फ पॉजिटिव नंबर होने पर भी यह परिणाम लागू होता है क्योंकि गामा फंक्शन नॉन इंटिजर वैल्यू के लिए भी परिभाषित है अतः यह बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के रूप में इस तरह परिभाषित है Bmnmnmn अब हम एक उदाहरण देखते हैं यदि आपके पास यह इंटीग्रल 01x41 x5dx है और हम इस का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम बीटा फंक्शन की परिभाषा जानते हैं कभी कभी पहचानना कठिन हो जाता है लेकिन इस केस में यह इतना कठिन नहीं है हम सब्सीट्यूशन से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं इस केस में मान लीजिए हम xt लेते हैं यानी कि xt2 तो यह 1 t होगा जिसे हम बीटा फॉर्म में देखना चाहते हैं इस सब्सीट्यूशन से हमें 01t81 t52tdt मिलेगा जो सरल करने पर 201t91 t5dt है यह वही इंटीग्रल है जिसके बारे में हम बीटा फंक्शन में बात कर रहे थे हम इसे बीटा फंक्शन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 2B106 210Γ616 29 5 15 115015 इस तरह आप बीटा फंक्शन की मदद से ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल्स का मान ज्ञात कर सकते हैं तो निष्कर्ष यह है कि हमने यहां पर दो परिभाषाएं Bmn01xm 11 xn 1dx n10e xxndx देखी और इन फंक्शंस का मान कैसे ज्ञात किया जाए यहां पर रोचक बात यह थी कि हमने 12 का मान ज्ञात किया यह था 12 बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन भी बहुत उपयोगी है जो है Bmnmnmn यह वे रेफरेंस है जिनका उपयोग हमने किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद